नमस्कार मैं आपदा निवारण अनुसंधान संस्थान क्योटो विश्वविद्यालय से सुभाज्योति समदर हूं आपदा बहाली और बेहतर निर्माण पर व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है इस व्याख्यान में हम संज्ञानात्मक और एक दृष्टिकोण से आपदा की तैयारी के बारे में बात करेंगे आपदा सिद्धांत की तैयारियों में वे कौन से सांस्कृतिक सिद्धांत और सामाजिक कारक हैं हम इस पर पहले चर्चा कर चुके हैं जब आप लोगों को आपदा के लिए तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए संचार कर रहे हैं तो एक व्यक्ति के रूप में उनके भीतर क्या चल रहा है इस व्याख्यान पर हमारा ध्यान किस तरह के अनुभूति और अनुमान पर आधारित परिप्रेक्ष्य पर केंद्रित होगा इसलिए हमने चर्चा की कि व्यक्ति केवल आपदा का सामना नहीं करता है लेकिन वास्तविक जीवन में हम सभी को अलग अलग तरह के जोखिम होते हैं और आपदा जोखिम या पर्यावरणीय जोखिम या पारिस्थितिक जोखिम उस जोखिम का सिर्फ एक हिस्सा है जीवन जोखिम से भरा है आपदा एक अलग नहीं है हमारे पास स्वास्थ्य अकादमिक नौकरी का जोखिम है जिससे मुझे प्राथमिकता मिलनी चाहिए कि मुझे कौन सा लेना चाहिए और कौन सा मुझे अनदेखा करना चाहिए क्योंकि बहुत से लोग ने मुझे इस जोखिम को गंभीर मानने और निवारक कार्यों को करने की सलाह दी इसलिए हमारे पास पहले से ही सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य पर चर्चा थी इस व्याख्यान में हम अनुमान या संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य पर ध्यान देंगे वे कह रहे हैं कि यह ठीक है कि आप सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती हैं आप सांस्कृतिक रूप से प्रभावित हैं लेकिन दिन के अंत में आपको अपना निर्णय स्वयं करना होगा कि आप ही जिम्मेदार थे आप एक व्यक्ति के रूप में निर्णय लेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है कोई अन्य व्यक्ति कुछ भी नहीं लगा सकता है यदि आप नहीं चाहते हैं तो वे आपको मजबूर और प्रभावित कर सकते हैं वे आपको दबाव दे सकते हैं लेकिन यह आप ही हैं जिन्हें निर्णय लेना है तो मानव मस्तिष्क के अंदर क्या चल रहा है वे किस बौद्धिक तर्क प्रक्रिया से गुजर रहे हैं यह जानना महत्वपूर्ण है हम लोगों को आपदा के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं बेशक संस्कृति एक महत्वपूर्ण हिस्सा है लेकिन हमारे अलावा मेरे पास भी एक व्यक्ति का दिमाग है मैं अपने पड़ोसी का हिस्सा हूं मैं अपने सहयोगी सहकर्मियों का हिस्सा हूं मैं अपने दोस्तों का हिस्सा हूं मैं इससे प्रभावित हूं लेकिन मेरी हरकतें मेरे खुद की हैं और मैं दूसरों से प्रभावित भी हूँ बेशक संस्कृति महत्वपूर्ण है लेकिन कोई सोचता है कि वह बुद्धिमान है कोई सोचता है कि वह गरीब है इसलिए यह न केवल सांस्कृतिक अंतर है बल्कि एक भूमिका के लिए व्यक्तिगत अंतर भी है कि लोग कैसे सोचते हैं कि यह एक वस्तु थी अलग अलग न केवल संस्कृति की एक श्रेणी न केवल एक प्रकार की सामाजिक प्रणाली है वे लोगों को विशेष रूप से सोचने के लिए तैयार करते हैं हम हर दिन दर्पण में देखते हैं ऐसा नहीं है कि हम जानना चाहते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं लेकिन हम जानना चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वह सही है या गलत सामाजिक रूप से स्वीकार किया गया है या नहीं व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किया गया है या नहीं इसलिए हमारे व्यक्तित्व के बारे में हमारा अपना निर्णय है हमने पहले ही चर्चा की कि लोग मूल रूप से सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती हैं लेकिन लोगों का अपना दिमाग भी होता है आपदा की तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए हम क्या करते हैं आइए हम इस सड़क दुर्घटना के बारे में बात करते हैं हम आम तौर पर लोगों से इस तरह के विज्ञापन के लिए कहते हैं आप बाइक या कार की सवारी कर रहे हैं आप सड़कों पर देख सकते हैं कि ये पोस्टर आपको चिंतित कर रहे हैं कि यदि आप गाड़ी तेज चलाते हैं तो यह परिणाम है यह परिणाम आपके लिए इंतजार कर रहा है इसलिए सावधान रहें ये पोस्टर ये तस्वीरें बहुत आम हैं सड़क सुरक्षा के लिए जोखिम जागरूकता बढ़ाने के लिए हम यह तस्वीर दिखाते हैं हर बार जब आप सड़क पर जाते हैं तो आप इसे देख सकते हैं यह बहुत अच्छा पोस्टर है 'खुशी एक यात्रा है एक गंतव्य नहीं ' इसलिए सप्ताहांत सुरक्षित ड्राइव करें जीवित रहें जीवित रहने के लिए ड्राइव करें सड़क सुरक्षा की रक्षा के लिए यह आम तरह का पोस्टर है आपदा के मामले में भी हम स्वास्थ्य जोखिम में देख सकते हैं लोग धूम्रपान न करें यह एक बहुत ही अच्छा चित्र है बहुत ही सटीक धूम्रपान के साथ फेफड़े का कैंसर है इसलिए धूम्रपान न करें और यह चित्र दर्शकों को हजार शब्द देता है कि उन्हें धूम्रपान क्यों नहीं करना चाहिए यह एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि आप न केवल सिगरेट पी रहे हैं लेकिन आप अपने आप को जला रहे हैं इसलिए धूम्रपान न करें मोटापा आधुनिक समाज में एक बहुत ही आम समस्या है न केवल भारत में बल्कि कई अन्य देशों में विशेष रूप से अमेरिका में तो मोटापा एक अन्य प्रकार का स्वास्थ्य जोखिम है अगर आप जंक फूड खा रहे हैं तो आपको दिल का दौरा पड़ सकता है इन विज्ञापनों को देखते हुए इन संदेशों से आपको क्या अंदाजा हो सकता है इन सभी पोस्टरों को देखें तो ध्यान केवल एक चीज पर है वे वास्तव में आपके भय को बढ़ाना चाहते हैं वे आपके कुत्सित व्यवहार को रोकना चाहते हैं यदि आप बाढ़ के खिलाफ तैयार नहीं हैं तो आपका घर नष्ट हो जाएगा यदि आप भूकंप रोधी इमारत का निर्माण नहीं करते हैं तो आपकी इमारत ढह जाएगी आप मर जाएंगे या घायल हो जाएंगे उद्देश्य आपके भय को बढ़ाना है यदि वे आपके भय को बढ़ा सकते हैं इसका मतलब है कि वे आपके जोखिम की धारणा को बढ़ा सकते हैं उच्च जोखिम वाली धारणा एक बार आपके पास है कि आपको रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए आपको बाढ़ सुरक्षात्मक उपायों के बिना अपना घर नहीं बनाना चाहिए इसलिए आप अनावश्यक अवांछित चीजें नहीं करेंगे जो खतरनाक होती हैं इसलिए यहां डर बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है लेकिन अब संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के अनुसार वे तर्क दे रहे हैं कि मैं धूम्रपान क्यों कर रहा हूं इसका अलग कारण हो सकता है एक प्रकार का आनंद हो सकता है मेरे शरीर को निकोटीन की जरूरत है या शायद किसी ने मुझे बताया कि जब मैं धूम्रपान कर रहा हूं तो मैं सुंदर और बुद्धिमान दिखता हूं अधिक लोकाचार के अनुरूप दिखता हूं जब मैं धूम्रपान कर रहा हूं तो लोग मुझे देखते हैं जब मैं धूम्रपान करता हूं या कई अन्य कारण हो सकते हैं मैं क्यों धूम्रपान कर रहा हूं इसका एक कारण नहीं है इसलिए डर मुझे बहुत कारण नहीं देगा मुझे पता है कि मुझे मोटापे की समस्या है मुझे पता है कि मेरा घर एक विशेष क्षेत्र में बनाया गया है जो बाढ़ ग्रस्त है या मुझे पता है कि मैंने वर्षा जल संचयन टैंक स्थापित नहीं किया था क्योंकि मुझे पानी की कमी की समस्या है लेकिन फिर भी मैंने ऐसा नहीं किया मोटापे के मामले में जो मुझे पता है कि मैं वसायुक्त हूं लेकिन आप केवल मेरा डर बढ़ा रहे हैं अगर मैं धूम्रपान करता हूं तो मुझे खतरा होगा मैंने कई बार कैसे आहार नियंत्रण की कोशिश की लेकिन यह काम नहीं किया मुझे पता है कि मैं मोटा हूं लेकिन उसको कैसे नियंत्रित किया जाए अगर सुनामी आ रही है और आप लोगों में डर बढ़ रहा है वे सोचेंगे कि ठीक है सुनामी एक दिन आएगी यह एक प्राकृतिक कार्य है प्राकृतिक घटनाएं जिनसे हम रक्षा नहीं कर सकते हैं और अगर यह बहुत बड़ी है और अगर मुझे बहुत डर रहे हैं तो केवल एक चीज जो मैं कर सकता हूं वह यह है कि मैं आत्महत्या कर सकता हूं एक भाग्यवादी हूं मैं कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूं इसलिए मेरे पास इस दैवीय घटना विशाल विनाशकारी आपदा के लिए आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है डर बढ़ने से आपदा की तैयारियों को बढ़ावा देने में ज्यादा मदद नहीं मिलेगी अगर केवल डर बढ़ता है तो इसका मतलब है कि लोग घातक हो सकते हैं हमें लोगों को बताना चाहिए कि वे क्या कर सकते हैं वे न केवल जोखिम में हैं बल्कि वे कैसे जोखिम को कम कर सकते हैं यह योजनाकारों और चिकित्सकों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है अगर हम केवल यह कहें कि इस विकल्प को आजमाएं तो एक व्यक्ति जो मोटापे की समस्या से जूझ रहा है यदि हम बस उन्हें बताएं कि आप अधिक फल और सब्जियां खा सकते हैं और आप सुबह और शाम को टहल सकते हैं और दौड़ सकते हैं जो आपके मोटापे को कम करने में आपकी काफी मदद करेगा वह इसे करने के लिए बहुत प्रोत्साहित होगा इसी तरह अगर कोई भूकंप है अगर हम लोगों को बताते हैं कि एक बार भूकंप आता है तो कृपया मेज के नीचे जाकर अपनी रक्षा करें ऐसे आप अपने सिर की रक्षा कर सकते हैं अगर सुनामी आती है तो तुरंत पहाड़ी क्षेत्र में ऊँची जगह पर जाएँ जहाँ सुनामी की लहरें न आ सकें क्या होगा अगर मैं धूम्रपान छोड़ना चाहता हूं और धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन आपने कहा कि मेरे पास एक पैच है यदि आप अपनी बांह पर डालते हैं तो इससे आपको धूम्रपान करने के लिए जोर लगाने में मदद मिलेगी न केवल कुछ के लिए मेरा डर मुझे मदद करेगा लेकिन अगर आप मुझे बताएं कि मैं क्या कर सकता हूं यह भी महत्वपूर्ण है इसलिए मैं आपको विकल्प दे रहा हूं अगर मैं किसी को बाढ़ से निकालने के लिए कह रहा हूं तो मैंने बताया कि उसके पास बहुत सारी समस्याएं हैं जैसे वह नहीं जानता कि जगह कितनी जोखिम भरी है और निकासी प्रभावी है या नहीं आइए हम बांग्लादेश का एक छोटा उदाहरण देखें लोग भूजल के आर्सेनी प्रदूषण से जूझ रहे हैं इसलिए वे पीने के लिए सतही पानी का उपयोग करते थे लेकिन सतही जल रोगजनक जल जनित रोग से दूषित था जैसे अगर आप सतही जल का सेवन कर रहे हैं तो आपको दस्त पेचिश हो सकता है इसलिए 1980 के दशक में उन्होंने बांग्लादेश में ग्रामीण इलाकों में हैंडपंप लगाना शुरू किया एक दशक के तुरंत बाद उन्होंने पाया कि ये हैंड पंप आर्सेनिक से दूषित हैं और बांग्लादेश के कई हिस्से मूल रूप से दक्षिणी हिस्से में तटीय क्षेत्र हैं जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं कि वे दूषित हैं अब 12 मिलियन लोगों ने पहले से ही आर्सेनिकोसिस के लक्षणों की पहचान की है और 30 से 40 मिलियन लोग बांग्लादेश में जोखिम में हैं तो आर्सेनिक कैंसर और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है सरल समाधान यह है कि वर्षा जल संचयन इतना महंगा नहीं है आप बस बरसात के मौसम में अपने छत से पानी को शुष्क मौसम के लिए संरक्षित कर सकते हैं और आप इसका उपयोग कर सकते हैं हम बाद में इस तकनीकी मामले के लिए जा सकते हैं विचार करें कि यह एक प्रतीकात्मक आपदा या निवारक तंत्र या पर्यावरणीय जोखिम निवारक तंत्र है अब यह बांग्लादेश है इसलिए यदि केवल एक व्यक्ति ऐसा कर रहा है जैसा कि मैं कह रहा हूं कि यह काम नहीं करेगा तो हमें एक के बाद एक इस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए क्या करना होगा इसलिए अधिक से अधिक लोगों को अपने घर पर इन छोटे टैंक को स्थापित करना चाहिए यह एक घरेलू टैंक है हर घर में यह होना चाहिए यदि हम इस वर्षा जल संचयन टैंक को स्थापित करने के लिए लाखों लोगों को प्रोत्साहित करने में सक्षम हैं तो यह बांग्लादेश में पीने के पानी के जोखिम को काफी कम कर देगा इसलिए एक योजनाकार के रूप में हमारी चुनौती है अब वे इसे कैसे करते हैं यहाँ संज्ञानात्मक और अनुमानी दृष्टिकोण से विचार किया गया है आइए कल्पना करें कि हमारे पास चार लोग हैं जिन्हें हमने इस वर्षा जल संचयन टैंक को स्थापित करने के लिए कहा था चार लोग वे तटीय बांग्लादेश के नागरिक हैं और हम चाहते हैं कि वे इस छोटे घरेलू टैंक को स्थापित करें इसलिए यदि आप उनसे पूछें कि उनके दिमाग में पहले कौन से सवाल आएंगे तो वे पहले क्या सोचेंगे अगर मैं आपसे पूछूं कि कृपया अपने घर में बाढ़ सुरक्षात्मक निर्माण सामग्री का उपयोग करें या अपने घर में भूकंप सुरक्षात्मक निर्माण सामग्री का उपयोग करें बस एक सेकंड के बारे में सोचें जो हम करेंगे या नहीं अगर हम उनसे इस टैंक को स्थापित करने के लिए कहेंगे तो वे क्या सोचेंगे उनके दिमाग में पहला सवाल आता है कि आपका वर्तमान पानी कैसा है क्या यह जोखिम भरा पानी है जो मैं पी रहा हूं तो इसी तरह अगर मैं आपसे बाढ़ बीमा लेने या अपने घर को भूकंप रोधी बनाने के लिए कह रहा हूँ तो आप सबसे पहले सोचेंगे कि क्या मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ भूकंप हो रहा है तो पहले व्यक्ति सोचेंगे कि क्या मैं जोखिम में हूं क्या मेरा पानी गुणवत्ता वास्तव में अच्छा या बुरा है तो पहला व्यक्ति वह इस बात पर विचार कर सकता है कि वर्तमान में मेरी पेयजल आपूर्ति अच्छी नहीं है इसलिए मुझे वास्तव में इस टैंक की आवश्यकता है ताकि वह आगे बढ़े यहां से शुरू होकर आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें हो रही हैं यह एक सीधे अनुवर्ती नहीं है आप मुझे टैंक स्थापित करने के लिए करने के लिए कहें और मैं इसे करता हूं यह वास्तव में एक लंबी यात्रा है इसलिए दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है वह सोच सकता है कि पानी खराब है इसलिए मुझे भी वर्षा जल संचयन का विकल्प चुनना चाहिए एक तीसरा व्यक्ति यह सोच सकता है पानी अच्छा है वास्तव में मुझे टैंक की आवश्यकता नहीं है इसलिए उसने छोड़ दिया चौथा व्यक्ति यह सोच सकता है पानी की गुणवत्ता भी खराब है इसलिए उसको भी यह करने की सोचनी चाहिए इस चरण को हम एक प्रकार का जोखिम मूल्यांकन कह सकते हैं यह जोखिम किस हद तक होगा यह गंभीरता और भेद्यता का प्रश्न है मैं अपने जोखिम का मूल्यांकन कर रहा हूं इसलिए हम इस बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि जोखिम के बारे में पहला सवाल लोगों के दिमाग में यही आया था उनके दिमाग में दूसरा सवाल क्या आएगा मुझे लगता है कि कई लोग लागत के बारे में सोचेंगे लेकिन मुझे लगता है कि क्या यह वास्तव में प्रभावी है मैं इस वर्षा जल संचयन टैंक की पेशकश कर रहा हूं लेकिन पहला सवाल मेरे सामने आया कि अगर मैं जोखिम में हूं तो क्या यह बारिश का पानी टैंक मेरे जोखिम को कम करने में मदद करेगा यदि यह तंत्र वास्तव में अच्छा नहीं है तो इसे स्थापित करने का क्या अर्थ है इसलिए मुझे वास्तव में न्याय करने की आवश्यकता है कि यह अच्छा है या नहीं तो यह व्यक्ति अपने दोस्त को बुला सकता है और उसका दोस्त कहता है कि यह टैंक वास्तव में अच्छा है जिसे मैंने स्थापित किया है इसलिए वह अपने फैसले पर आगे बढ़े तो इस दूसरे व्यक्ति के कुछ रिश्तेदार हैं उन्होंने सलाह दी कि इसे मत लो यह अच्छा नहीं है इसलिए वह उससे प्रभावित हुआ और वह चला गया मैं इस टैंक को स्थापित नहीं करूंगा मुझे यह पसंद नहीं है यह व्यक्ति उसका कोई दोस्त भी हो सकता है उन्होंने सलाह दी कि आपके स्थान पर पीने के पानी के जोखिम को कम करने के लिए यह टैंक वास्तव में अच्छा है इसलिए वह इस समीक्षा से बहुत संतुष्ट थे और उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया इस चरण को हम क्या कहते हैं पहले एक जोखिम मूल्यांकन था अगला क्या है इसे हम प्रतिक्रिया प्रभावकारिता कहते हैं विशेष रूप से परिणाम प्रत्याशा अगर मैं किसी को स्थापित करने जा रहा हूं तो उसमें से क्या वापिस होगा क्या यह काम करेगा इसके गुण और अवगुण क्या हैं आप एक जोखिम वाले स्थान पर हैं यह वर्षा जल टैंक प्रभावी है लेकिन तीसरा सवाल क्या होगा मैं जोखिम में हूं और फिर यह भी तय किया है कि यह वर्षा जल टैंक अच्छा है यह लागत का प्रश्न हो सकता है यह सामग्री की उपलब्धता का प्रश्न हो सकता है यह इस तरह का प्रश्न हो सकता है कि मेरे पास पर्याप्त स्थान है या नहीं उसके पास पर्याप्त धन नहीं है इसलिए उसने बैंक से पूछा कि क्या मुझे कुछ ऋण मिल सकता है तो बैंक ने कहा कि आपके पास पहले से ही ऋणी है इसलिए आपको अब कोई अतिरिक्त ऋण नहीं मिल सकता है इसलिए वह चला गया इस व्यक्ति को मौद्रिक समस्या भी है और उसने अपनी पत्नी को फोन किया उसकी पत्नी ने कहा कि हमारे पास कुछ अतिरिक्त बचत है इसलिए चिंता न करें कि आप इसे कर सकते हैं इसलिए वह बहुत खुश था और वह इस नए टैंक को स्थापित करने की कोशिश करना चाहता था अब हम इसे क्या कहते हैं पहले जोखिम मूल्यांकन है फिर प्रतिक्रिया प्रभावकारिता है इसे हम आत्म प्रभावकारिता कहते हैं जिस तरह आत्मविश्वास कारण भिन्न हो सकता है इसी तरह यह कभी कभी वित्तीय कारण हो सकता है कभी कभी संगठनात्मक समस्या हो सकती है जैसे शारीरिक मुद्दे अगर मेरे घर में जगह नहीं है तो मैं यह नहीं कर सकता अगर सामग्री मैं नहीं खरीद सकता मैं यह नहीं कर सकता अगर मेरे पास तकनीकी ज्ञान या समर्थन नहीं है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं यह कर सकता हूं संज्ञानात्मक और अनुमानित दृष्टिकोण के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन यह अंत नहीं है अंतिम मील की कार्रवाई शायद उसके पास धन की बचत है लेकिन फिर भी उसे कुछ ऋण की आवश्यकता है क्या मुझे टैंक सही स्थापित करने के लिए कुछ माइक्रोक्रेडिट मिल सकता है इसलिए उन्होंने कुछ माइक्रोक्रेडिट एजेंसी को बुलाया और उन्होंने कहा कि हाँ आप कर सकते हैं और फिर वह बहुत खुश हुआ और इस टैंक को लेने का फैसला किया इसलिए अंत में उन्होंने खुद को पेयजल आपदा से बचाने के लिए इन वर्षा जल संचयन को स्थापित किया इसलिए ये सिद्धांत कई मार्गों से आए एक प्रमुख प्रभावशाली मॉडल सिद्धांत है संरक्षण प्रेरणा सिद्धांत मैंने उन सभी को एक संक्षिप्त तरीके से सरल बनाया ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि मस्तिष्क में विभिन्न विषयों सिद्धांतों और मॉडलों का वर्णन करने की हमारी तर्क प्रक्रिया कैसी है वैसे वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं लेकिन अधिक चर होते हैं लेकिन यह संक्षिप्त था यह एक पीएमटी मॉडल है जो संचार सिद्धांत से आया है ताकि विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझा जा सके कि कैसे डर लोगों को अपने व्यवहार को बदलने के लिए प्रेरित करता है और इसलिए यह 1975 में ये रोजर्स थे आरडब्ल्यू रोजर्स जिनहोने इसे विकसित करना शुरू किया था और फिर बाद में रोजर्स के अन्य सहयोगियों द्वारा इसे संशोधित किया गया था यहाँ संरक्षण प्रेरणा सिद्धांत के पीएमटी का घटक है यदि आप कुछ अशिष्ट व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि आप धूम्रपान कर रहे हैं या आप अपना कचरा एक नाली पर फेंक रहे हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है और जो खतरे का मूल्यांकन और प्रतिक्रिया प्रभावकारिता और आत्म प्रभावकारिता पैदा करता है अगर मैं आपसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक खरीदने या बाढ़ बीमा खरीदने के लिए कहूं तो उस एक की लागत क्या है और उस एक की वापसी क्या होगी और क्या आपके पास यह क्षमता है या वित्तीय क्षमता नहीं है शारीरिक क्षमता और अनुकूली लागत प्रतिक्रियाओं और जो वास्तव में संरक्षण प्रेरणा सिद्धांत के लिए मूल्यांकन है अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं क्योंकि आपको उससे कुछ ख़ुशी हो सकती है और आप कचरा अपने घर के करीब फेंक रहे हैं क्योंकि आप दूर नहीं जाना चाहते लेकिन यह भी वास्तव में आपके नाली को चोक अवस्र्द्ध कर रहा है तो यह लाभ हानी वास्तव में खतरे के लिए आ रहा है और फिर यह आपकी सुरक्षा प्रेरणा बढ़ा रहा है धूम्रपान कचरे को नाली में फेंकने या अस्वच्छ प्रतिक्रिया के लिए मना करते हैं और परिणाम कम होता है तो आप इसे करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं प्रतिक्रिया की तरह प्रभावकारिता और आत्म प्रभावकारिता इस बात का मूल्यांकन है कि किसी व्यक्ति को नुकसान से बचाने के लिए व्यवहार कितना प्रभावी होगा और अनुशंसित व्यवहार करने के लिए आत्म प्रभावकारिता उनकी क्षमता का व्यक्तिगत मूल्यांकन है इसलिए अगर मैंने पाया कि ये प्रौद्योगिकियां वास्तव में काम करती हैं और मैं कर सकता हूं इसमें बहुत योग्यता है और मेरे पास यह आत्मविश्वास है फिर मैं यह भी जाँचता हूं कि वित्तीय लागतें क्या हैं और इसलिए लाभ हानी मेरी नकल मूल्यांकन का फैसला करेंगे और मैं सुरक्षा प्रेरणाओं के लिए जाऊंगा इसलिए इसे विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रों में और हाल ही में आपदा जोखिम प्रबंधन में भी लागू किया गया है इसके अलावा हमारे पास एक और मॉडल है जैसे स्वास्थ्य विश्वास मॉडल उनके पास विभिन्न प्रकार के घटक हैं जैसे कि खतरा जिसमें दो घटक गंभीरता और संवेदनशीलता है लाभ और बाधाओं को अपनाने के लिए कुछ जो क्रियाओं का संकेत है जिसके चलते स्वास्थ्य व्यवहार प्रभावित होता है या 1975 में फिशबीन और अज़ेन द्वारा विकसित किए गए तर्कपूर्ण कार्यों का सिद्धांत उनके पास संरक्षण प्रेरणाओं की समान कहानियां भी हैं जैसे कि व्यवहारिक विश्वास क्या हैं और संरक्षण प्रेरणाओं के परिणाम क्या हैं जो कि किस तरह का रवैया रखते हैं लेकिन यह इस बात से भी प्रभावित होता है कि दूसरे लोग या समाज क्या सोचता हैं इसलिए अब मानदंड और प्रेरणा का पालन करने के लिए नियम ठीक हैं जो इरादे और अंततः व्यवहार की ओर ले जाते हैं इसके अलावा हमारे पास लक्ष्य निर्देशित व्यवहार भविष्यवाणियों के सिद्धांत की भविष्यवाणी है तो यह वह चित्र है जिसे आप देख सकते हैं और इसलिए यह केवल एक झलक है जो आपको सब कुछ बयान करने नहीं देता है लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने इस कार्टून के माध्यम से वर्षा जल संचयन टैंक स्थापित करने पर एक अधिक व्यापक अवलोकन दिया और इससे आपको आपदा की तैयारियों के संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य की समग्र तस्वीर के बारे में बेहतर विचार मिलता है